तार रहित संचार के लिए आकलन पर इस मैस्सिव ऑनलाइन ओपन कोर्स में एक और मॉड्यूल में आपका स्वागत है और अब तक हमने जो देखा है हमने एक विशिष्ट तार रहित संवेदन जाल तन्त्र में आकलन पर गौर किया है जो शोर की उपस्थिति में एक प्राचर h के Y अवलोकनो Y1 Y2 से YN पर विचार कर रहा है जो शोर अवलोकनो Y1 Y2 YN पर विचार कर रहा है जब शोर के प्रतिदर्श IID गौसियन हैं जो स्वतंत्र समरूपी वितरित गौसियन यादृच्छिक चर हैं हमने बताया कि आकलन दिया गया है अधिकतम संभावना आकलन प्रतिदर्श माध्य द्वारा दिया गया है जो दोनो अनभिनत और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा N है अब एक चीज जो हमने अब तक की है हमने देखा है कि वास्तविक प्राचरो का आकलन जो कुछ होने वाला है जिसे आप बाद के मॉड्यूल में भी देखते रहेंगे लेकिन निश्चित रूप से अब इसे सम्मिश्र प्राचरो का अनुमान तक बढ़ाया भी जा सकता है इसलिए मैं बनाने जा रहा हूं मैं सम्मिश्र प्राचरो के आकलन के बारे में बात करने जा रहा हूं अर्थात् परिणामों का आदान प्रदान सम्मिश्र प्राचरो का अनुमान कैसे होता है इसलिए हमने अभी तक एक ऐसे मामले को देखा है जहां h एक वास्तविक प्राचर है संक्षेप में हमने उस परिदृश्य पर ध्यान दिया है जहां h एक वास्तविक संख्या है कोई एक सम्मिश्र संख्या के आकलन को देख सकता है या मूल रूप से जहां प्राचर का आकलन लगाया जा रहा है वह एक सम्मिश्र प्राचर है उदाहरण के लिए मैं h के बारे में बात कर सकता हूं जो कि सम्मिश्र है जो HR JHI है यह मूल रूप से h का वास्तविक हिस्सा है और यह काल्पनिक हिस्सा है जिसके परिणामस्वरूप यह h सम्मिश्र है तो मेरे पास h के बराबर HR J गुना HI है जहां HR वास्तविक हिस्सा है और HI काल्पनिक हिस्सा है यह एक सम्मिश्र प्राचर है तो यह h मूल रूप से आपके सम्मिश्र प्राचर के रूप में जाना जाता है याह इस प्रकार यह सम्मिश्र प्राचर का आकलन क्यों पैदा करता है यह भी महत्वपूर्ण है यह कई परिदृश्यों में पैदा होता है उदाहरण के लिए तार रहित संचार प्रणालियों में चैनल के आकलन में चैनल को एक सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक के रूप में मॉडलिंग किया जा सकता है उदाहरण के लिए एक तार रहित संचार प्रणाली में तार रहित संचार के संदर्भ में यह चैनल h एक सम्मिश्र बेसबैंड है चैनल h एक सम्मिश्र बेसबैंड चैनल गुणांक है इसलिए ऐसे परिदृश्य में किसी को सम्मिश्र प्राचर का आकलन लगाने की आवश्यकता होती है जो कि चैनल गुणांक है चूंकि यह तार रहित संचार के लिए आकलन पर एक कोर्स है हम अक्सर सम्मिश्र प्राचरो के आकलन के बारे में भी बात करने जा रहे हैं अब वही कोर्स जो हमने एक वास्तविक प्राचर के आकलन के लिए अब तक विकसित किया है एक सम्मिश्र प्राचर के आकलन के लिए बहुत सीधे कार्य प्रणाली में बढ़ाया जा सकता है और इसी तरह अब मैं इसका उदाहरण देने जा रहा हूं तो आइए हम फिर से सम्मिश्र प्राचर के आकलन के लिए शोर अवलोकन मॉडल पर विचार करें तो माना कि मेरे पास मेरा शोर अवलोकन मॉडल है याद रखें कि शोर अवलोकन मॉडल YK बराबर है H VK के जहां H प्राचर है V शोर है और Y अवलोकन है अब कोई इसे एक सम्मिश्र प्राचर तक बढ़ा सकता है इसलिए मूल रूप से आपका अवलोकन सम्मिश्र YRK है जो कि वास्तविक भाग है अर्थात् YRK J गुना Y I K है यह बराबर होता है सम्मिश्र प्राचर HR J गुना HI शोर जो कि सम्मिश्र भी है जो VRK J गुना V I K है यह आपका सम्मिश्र शोर है तो यह मूल रूप से आपका सम्मिश्र शोर है यह आपका सम्मिश्र प्राचर है यह सम्मिश्र अवलोकन है यह सम्मिश्र अवलोकन है तो हमारे पास क्या है पहले याद करे शोर अवलोकन मॉडल में हमारे पास अवलोकन बराबर है प्राचर शोर के अब हम कह रहे हैं कि सब कुछ सम्मिश्र है इसलिए हमारे पास एक सम्मिश्र अवलोकन है जो मूल रूप से आपके सम्मिश्र प्राचर सम्मिश्र शोर के बराबर है अब हमें जो करना है वह बहुत सीधा है हम इसे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं एक काल्पनिक भाग के लिए एक वास्तविक भाग के लिए इसलिए मैं सम्मिश्र प्राचर को 2 भागों में विभाजित कर सकता हूं एक है HR जो कि वास्तविक भाग है और एक है HI काल्पनिक भाग शुरू करें और मूल रूप से आकलन समस्या को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है एक वास्तविक भाग के आकलन के लिए और एक सम्मिश्र भाग के आकलन के लिए इसलिए मैं इस समस्या को अब मूल रूप से लिख सकता हूं यदि मैं इसे 2 भागों में विभाजित करता हूं तो आकलन समस्या को 2 भागों में विभाजित करें एक है अगर मैं वास्तविक हिस्से को देखता हूं तो मेरे पास अवलोकन का वास्तविक हिस्सा प्राचर के वास्तविक भाग के बराबर है शोर का वास्तविक हिस्सा है इसलिए वास्तविक समस्या बन जाएगी अगर हम इसे वास्तविक भाग के लिए आकलन समस्या कहते हैं मेरे पास मेरे पास क्या है मेरे पास YR का 1 बराबर है HR VR का 1 के YR का 2 बराबर है HR VR का 2 के से YR का N बराबर है HR VR का N के जहां ये शोर प्रतिदर्श V1 V2 इन शोर नमूनों के साथ V1 V2 VN ये IID गौसियन हैं ये IID गौसियन हैं ये अवलोकन का वास्तविक हिस्सा हैं और ये वास्तविक हैं अवलोकन का वास्तविक हिस्सा ये वास्तविक भाग के अनुरूप अवलोकन हैं या ये आपके अवलोकन Y1 Y 2 तक YN के वास्तविक भाग हैं HR प्राचर वास्तविक भाग है अब यदि आप इसे देखते हैं तो यह समान है ये वापस से वास्तविक प्राचर HR के आकलन के बराबर प्राप्त होता है उदाहरण के लिए इसलिए मेरे पास मूल रूप से HR या वास्तविक भाग HR का आकलन अवलोकनो के वास्तविक भाग के प्रतिदर्श माध्य के समतुल्य है जो कि 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N YR K वाँ के बराबर है इसलिए मूल रूप से मेरे पास जो है वह बराबर है अनुमान आकलन के इस HR हैट के जो इसका आकलन है यह वास्तविक भाग का आकलन है यह क्या है यह आपका आकलन है यह वास्तविक भाग का आकलन है अब इसी तरह मैं काल्पनिक भाग के लिए एक समान इष्टतमीकरण समस्या विकसित कर सकता हूं यदि मैं प्राचर के काल्पनिक भाग को देखता हूं तो वह HI है मैं अवलोकनो के काल्पनिक भागों को देख सकता हूं और मैं एक समान आकलन समस्या प्राचर के काल्पनिक घटक के लिए विकसित कर सकता हूं फिर से जैसा कि लिखा जा सकता है अब यदि मैं काल्पनिक भाग को देखता हूं तो मैं इसे मूल रूप से आपके YI के 1 अवलोकन का काल्पनिक भाग HI VI का 1 YI का 2 बराबर HI VI का 2 तक आगे YI का N बराबर HI VI का N के रूप में लिख सकता हूं एक बार फिर ये वापस से हमे वास्तविक प्राचर के आकलन के बराबर प्राप्त होता है एक वास्तविक प्राचर क्या है वह है HI याद रखें H I वास्तविक है जो कि H बराबर है HR J HI के H I प्राचर H के काल्पनिक भाग को प्रदर्शित करता है लेकिन H I वास्तविक है तो अब हमने इसे फिर से एक और वास्तविक प्राचर के आकलन के रूप में कम कर दिया है जो कि h है अगर ये शोर प्रतिदर्श V I1 VI 2 से VIN तक IID गौसियन हैं तो फिर से इस प्राचर HI का आकलन अवलोकन के काल्पनिक भागों का प्रतिदर्श माध्य द्वारा दिया गया है तो मूल रूप से ये फिर से गौसियन हैं दोबारा अगर ये शोर प्रतिदर्श ये गौसियन हैं अगर ये गौसियन IID हैं तो अब ये निश्चित रूप से ये अवलोकनो के काल्पनिक भाग हैं ये अवलोकनों के काल्पनिक भाग हैं फिर मेरे पास क्या होने वाला है काल्पनिक भाग H I हैट का आकलन 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N प्रतिदर्श माध्य के काल्पनिक भाग अर्थात H I YI 1 YI 2 से YIK तक के प्रतिदर्श माध्यो के बराबर है इसलिए यह H I हैट है यह क्या है यह काल्पनिक भाग का आकलन है यह H के काल्पनिक भाग का आकलन है और आगे अब प्राचर का आकलन कैसे प्राप्त करें साधारणतयाः वास्तविक भाग का आकलन J गुना काल्पनिक भाग का आकलन से इसलिए सम्मिश्र प्राचर h हैट का आकलन बराबर है जो कि बहुत ही स्वाभाविक रूप से HR हैट J गुना HI हैट है तो यह है यह क्या है यह वास्तविक भाग का आकलन है यह काल्पनिक भाग का आकलन है और यह सम्मिश्र प्राचर का आकलन है यह सम्मिश्र प्राचर का आकलन है इसलिए सम्मिश्र प्राचर h हैट का आकलन वास्तविक भाग HR का आकलन है जो HR हैट J गुना HI हैट है जहां HI हैट HI हैट काल्पनिक भाग का आकलन है अब एक महत्वपूर्ण विशेषता जो इस ML आकलन के व्यवहार और गुणों को इंगित करने में मदद करेगी इस प्रकार है यह उन शोर नमूनों की विशेषता है जिनकी हमने अब तक चर्चा नहीं की है जो कि V V K की अनुमानित विशेषता है जो कि सम्मिश्र शोर है सम्मिश्र शोर VK को याद रखें हमने कहा है कि VK सम्मिश्र शोर के बराबर है जो VRK J गुना VI K है इसलिए यह आपका सम्मिश्र शोर है यह सम्मिश्र शोर का वास्तविक हिस्सा है और यह काल्पनिक हिस्सा है अब हम जो मानने जा रहे हैं वह यह है कि V R K और V I K IID गौसियन हैं इसका मतलब क्या है हम यह मानकर चल रहे हैं कि VRK गौसियन का माध्य 0 है प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 हैं जो कि सिग्मा वर्ग का आधा है इसके अलावा हम यह भी मानने वाले हैं कि VI K गौसियन है जिसका माध्य 0 प्रसरण सिग्मा वर्ग हैं बटा 2 है तो हम क्या मान रहे हैं हम यह मान रहे हैं हमने कहा है कि यह VK सम्मिश्र शोर है जिसे VRK J गुना VI K लिखा जा सकता है VR वास्तविक हिस्सा है VRK वास्तविक घटक है V I K काल्पनिक घटक है हम मान रहे हैं कि VRK और V IK IID गौसियन हैं यह दोनों VRK है अर्थात VRK गौसियन है जिसका माध्य 0 है प्रसरण सिग्मा वर्ग हैं जो कि सिग्मा वर्ग बटा 2 है VIK भी माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 हैं के साथ गौसियन है आगे ये दोनों स्वतंत्र हैं जिसका अर्थ है ये असहसंबंधित भी है यह गौसियन है क्योंकि स्वतंत्रता का अर्थ है असहसंबंधित जिसका मतलब है कि VRK गुना VIK का प्रत्याशित मान VRK के प्रत्याशित मान गुना VIK के प्रत्याशित मान के बराबर है अब ये दोनों 0 हैं ये दोनों समान हैं यह 0 के बराबर है यह बराबर है 0 से जिसका अर्थ है कि VRK गुना VIK का प्रत्याशित मान 0 के बराबर है इसलिए ये 2 घटक अर्थात् वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग समान हैं इसका मतलब है कि दोनों का माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 है और आगे वे स्वतंत्र हैं अर्थात अपेक्षित मान जिसका अर्थ है कि वास्तविक भाग का प्रत्याशित मान गुना काल्पनिक भाग का अपेक्षित मान 0 के बराबर है ऐसा शोर इसलिए वास्तविक और काल्पनिक दोनों घटक समरुप हैं गौसियन और दोनों वास्तविक और काल्पनिक हिस्से स्वतंत्र हैं ऐसा शोर सम्मिश्र गौसियन शोर कहा जाता है आगे यह एक 0 माध्य सममितीय सम्मिश्र गौसियन शोर है इसलिए मै इस तथ्य को थोड़ा और विस्तार बताता हूँ VK को 0 माध्य सममितीय सम्मिश्र गौसियन शोर के रूप में जाना जाता है और यह सबसे महत्वपूर्ण नियमित धारणा है यह 0 माध्य सममितीय के लिए प्रतीकत्व है इन प्रत्येक शब्दों का एक अर्थ है सम्मिश्र गौसियन यह सम्मिश्र शोर का एक महत्वपूर्ण गुण है अर्थात VK सममितीय 0 माध्य सम्मिश्र गौसियन के रूप में जाना जाता है सममितीय का अर्थ क्या है यह सममितीय है क्योंकि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग मूल रूप से सममितीय हैं अर्थात् वे समरुपी हैं उनके पास माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 है वे सममितीय 0 माध्य हैं इसका मतलब यह है कि दोनों घटक हैं वास्तविक घटक और काल्पनिक घटक का 0 माध्य है सम्मिश्र है जिससे यह शोर VK प्रकृति में सम्मिश्र गौसियन है दोनों घटक वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग गौसियन हैं और यह है शोर इसलिए यह 0 माध्य सममितीय सम्मिश्र गौसियन शोर है जो मूल रूप से संक्षेप में VRK वह वास्तविक घटक है आपका VRK और V I K दोनों के माध्य 0 प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 VRK VIK स्वतंत्र हैं अर्थात् ये दोनों मूल रूप से समरुपी गौसियन हैं ये दोनों भौतिक रूप से समरुपी गौसियन हैं और ये दोनों स्वतंत्र हैं और यह मूल रूप से सममितीय गौसियन या सम्मिश्र गौसियन शोर के रूप में जाना जाता है इस स्थिति में अब आप कह सकते हैं कि मूल रूप से प्रत्याशा VK सम्मिश्र शोर प्रत्याशा VK है प्रत्याशा VRK J गुना प्रत्याशा V IK जो कि मूल रूप से 0 J गुना 0 है जो कि 0 के बराबर है यह VK भी 0 का माध्य है इसके अलावा पॉवर का प्रसरण सम्मिश्र गौसियन शोर की पॉवर प्रत्याशित राशि VK वर्ग प्रत्याशित राशि V RK वर्ग प्रत्याशित राशि V IK संपूर्ण वर्ग है जो सिग्मा वर्ग बटा 2 सिग्मा वर्ग बटा 2 के बराबर है जो बराबर है सिग्मा वर्ग के तो प्रत्याशा VK सम्मिश्र शोर VK का माध्य 0 है राशि VK वर्ग प्रत्याशित मान सम्मिश्र शोर सिग्मा वर्ग का प्रसरण जिसमें वास्तविक घटक में आधी पॉवर होती है काल्पनिक घटक में आधी पॉवर होती है ये दोनों गौसियन 0 माध्य है और वे स्वतंत्र हैं V IK प्रत्याशित मान VIK गुना VRK 0 है क्योंकि यह दूसरा सहसंबंध है चूंकि वे गौसियन हैं इसलिए स्वतः ही इसका मतलब है कि वे स्वतंत्र हैं अर्थात् यह दोनों घटक मूल रूप से सममितीय गौसियन सममितीय स्वतंत्र और समरुपी हैं और इस तरह के शोर को 0 माध्य सम्मिश्र के रूप में जाना जाता है कि यह 0 माध्य सममितीय सम्मिश्र गौसियन शोर है क्योंकि शोर प्रकृति में सम्मिश्र है इसलिए स्वाभाविक रूप से यह सम्मिश्र गौसियन है अब इस विशेषता के साथ आकलन ML आकलन ML आकलन के व्यवहार को और सरल किया जा सकता है अब यदि आप ML आकलन को देखते हैं तो अब याद रखें कि हमने कहा है कि HR हैट 1 बटा N अवलोकनों के वास्तविक भाग के प्रतिदर्श माध्य के बराबर है K 1 से N वास्तविक भाग के K वाँ Y R के बराबर है अब निश्चित रूप से मैं इसे निम्नानुसार सरल कर सकता हूं मैं इसे सरल कर सकता हूं यदि मैं हर को प्रतिस्थापित करू याद रखें कि हमने यह पहले से ही किया था जब हमने अधिकतम संभावना आकलन के व्यवहार को देखा तो वह यह है कि K का वास्तविक भाग HR J गुणा K वाँ VR है इसलिए यदि मैं K वाँ YR के लिए इसे प्रतिस्थापित करता हूं तो डिज़ाइन को H हैट मिल जाएगा वास्तविक भाग मूल रूप से HH है जो कि प्राचर का वास्तविक भाग शोर के वास्तविक भाग के प्रतिदर्श माध्य है अर्थात् जो K के 1 से N K वाँ VR के बराबर है और इसलिए एक बार फिर हम दिखा सकते हैं कि HR हैट का अपेक्षित मान HR के बराबर है यह वास्तविक भाग है वास्तविक भाग का आकलन अनभिनत है प्रसरण का वास्तविक भाग HR हैट HR पूर्ण वर्ग के प्रत्याशित मान 1 बटा N गुणा प्रत्येक शोर घटक का प्रसरण है लेकिन प्रत्येक शोर घटक का प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 है इसलिए यह सिग्मा वर्ग बटा 2 है तो वास्तविक भाग का प्रसरण अर्थात प्रसरण यह एक माध्य स्कवायर्ङ त्रुटि है जो कि त्रुटि के वास्तविक भाग का प्रसरण है वास्तविक आकलन का प्रसरण वास्तविक भाग के आकलन का प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2N है इसके अलावा अब हम इसे फिर से काल्पनिक भाग के लिए बढ़ा सकते हैं अर्थात् HI हैट याद रखें मैंने इसे 1 बटा N अवलोकन के काल्पनिक भाग के प्रतिदर्श माध्य रूप में लिखा है जो कि K बराबर 1 से N K वाँ Y के काल्पनिक भाग YI K के बराबर है जिसे अब आप N के योग में HI 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N K वाँ VI के रूप में सरल कर सकते हैं और इसलिए यह निम्नानुसार है कि काल्पनिक भाग भी अनभिनत है काल्पनिक भाग का आकलन कि HI हैट का प्रत्याशित मान HI के बराबर है और आगे काल्पनिक भाग के प्रसरण काल्पनिक भाग का अनुमान HI हैट HI पूरा वर्ग का प्रत्याशित मान परिमाण सिग्मा वर्ग बटा 2 N के बराबर है और अब यदि आप देखते हैं तो इस बिंदु पर यह महत्वपूर्ण है कि त्रुटियों को देखें त्रुटियों को देखें HR हैट HR जो कि वास्तविक भाग में त्रुटि है HR हैट HR इसे हम WR के रूप में कहते हैं यह आकलन है और वास्तविक भाग में त्रुटि है जो कि 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N K वाँ VR और काल्पनिक भाग में त्रुटि का आकलन अर्थात् वह HI हैट HI यदि मैं इसे WI कहूं तो यह वह काल्पनिक भाग में त्रुटि है जो 1 बटा N समेशन K बराबर 1 से N K वाँ VI के बराबर है अब दिलचस्प विशेषता को देखें हमारे पास अलग अलग VI K और VRK हैं क्योंकि हम मान रहे हैं कि 0 माध्य सममितीय सम्मिश्र गौसियन शोर V IK और V RK है शोर VK के वास्तविक और काल्पनिक भाग स्वतंत्र हैं और आगे ये विभिन्न सम्मिश्र शोर प्रतिदर्श वैसे भी स्वतंत्र हैं इसलिए हमारे पास मूल रूप से ये सभी शोर घटक हैं जो VR 1 है VR 2 तक और VI1 VI2 से VI N स्वतंत्र हैं सभी पारस्परिक रूप से स्वतंत्र हैं वास्तव में स्वतंत्र समरुपी गौसियन हैं अब यदि आप सभी शोर के प्रतिदर्शो को देखते हैं जोकि हमारे पास VR 1 है VR 2 है VRN तक है हमारे पास VI 1 VI 2 VIN तक है ये सभी वास्तव में IID गौसियन हैं ये IID गौसियन हैं ये सभी IID गौसियन हैं जिनका माध्य 0 और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 हैं और इसलिए अब अगर आप वास्तविक और काल्पनिक के बीच सहसंबंध को देखते हैं तो वास्तविक और काल्पनिक भागों में त्रुटियां यह WR और WI है WR केवल शोर के वास्तविक घटकों पर निर्भर करता है WI केवल शोर के काल्पनिक घटकों पर निर्भर करता है इसलिए वास्तविक भाग की त्रुटियों और काल्पनिक भाग के बीच सह संबंध 0 है और यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि WR गुना WI के प्रत्याशित मान 0 के बराबर है आगे ये गौसियन हैं जिसका अर्थ है कि यह भी इस प्रकार है कि WR WI स्वतंत्र हैं और यह एक सूक्ष्म एक बहुत ही सूक्ष्म विशेषता है एक बहुत ही सूक्ष्म विशेषता है लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है जो कहती है कि यदि आप मूल रूप से वास्तविक भाग का आकलन और काल्पनिक भाग का आकलन अलग अलग देखते हैं एक बार जब आप इस समस्या को वास्तविक भाग के आकलन और काल्पनिक भाग के आकलन में अलग कर लेते हैं तो वास्तविक भाग के आकलन में वास्तविक भाग का आकलन होता है जो सिग्मा वर्ग बटा 2N द्वारा होता है काल्पनिक भाग का आकलन एक भिन्नता है जो सिग्मा वर्ग 2N है और अधिक महत्वपूर्ण बात यह बताता है कि यदि आप वास्तविक भाग के आकलन में त्रुटि को देखते हैं और काल्पनिक भाग के आकलन में त्रुटि देखते हैं तो ये 2 आकलन त्रुटियां मूल रूप से असहसंबंधित हैं और अब क्योंकि गुण गौसियन हैं वे मूल रूप से स्वतंत्र हैं हालांकि यह आम तौर पर सच नहीं है कि हमेशा स्वतंत्र होता है आमतौर पर यह सच है कि वे असहसंबंधित हैं यदि उनके पास सममितीय शोर है तो वे असहसंबंधित हैं लेकिन यहां विशेष रूप से हमारे पास एक उदाहरण है जहां शोर के प्रतिदर्श गौसियन हैं इसलिए यह भी अनुसरण करता है कि मूल रूप से वे स्वतंत्र हैं तो प्राचर के वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में आकलन त्रुटियां स्वतंत्र हैं तो ये WR WI हैं याद रखें कि ये आकलन त्रुटियां हैं ये आकलन त्रुटियां हैं जो वास्तविक और काल्पनिक भागों की आकलन त्रुटियां मूल रूप से हैं वास्तविक और काल्पनिक भागों के आकलन त्रुटियां मूल रूप से स्वतंत्र हैं और वह एक महत्वपूर्ण विशेषता है मैं इसे मूल रूप से वास्तविक भाग का आकलन और काल्पनिक भाग का आकलन मान सकता हूं और वास्तविक और काल्पनिक भागों का आकलन स्वतंत्र मान सकता हूं अब यदि मैं सम्मिश्र प्राचर में आकलन त्रुटि को एक पूरे के रूप में देखता हूं इसलिए याद रखें यदि मैं प्रत्याशित मान को देखता हूं तो याद रखें कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यदि मैं सम्मिश्र प्राचर के आकलन के प्रत्याशित मान को देखता हूं तो यह HR हैट JHI हैट के आकलन का प्रत्याशित मान है जो HR हैट के आकलन का प्रत्याशित मान है J प्रत्याशित मान से कई गुना अधिक है HI हैट का अनुमान बेशक यह HR J गुना HI के बराबर है इसलिए इसलिए सम्मिश्र प्राचर का आकलन अनभिनत है इसलिए सम्मिश्र प्राचर का आकलन h हैट के बराबर होता है h जो सम्मिश्र प्राचर है जो HR JHI के बराबर है तो यह आकलन एक अनभिनत आकलन है इसलिए यह मूल रूप से अनभिनत है सम्मिश्र प्राचर का अधिकतम संभावना आकलन अनभिनत है सम्मिश्र प्राचर का आकलन अनभिनत है इसलिए यह सम्मिश्र प्राचर का आकलन है यह अनभिनत है इसके अलावा यदि आप सम्मिश्र प्राचर के आकलन में प्रसरण को देखते हैं जो कि H हैट H पूरे वर्ग के परिमाण का प्रत्याशित मान है तो मूल रूप से H हैट वास्तविक के परिमाण का प्रत्याशित मान है H हैट H वास्तविक संपूर्ण वर्ग काल्पनिक भागों के प्रसरण का प्रत्याशित मान अर्थात् H हैट I HI वर्ग है अब इनमें से प्रत्येक घटक सिग्मा वर्ग 2 N से है जैसा कि हमने पहले दिखाया है यह सिग्मा वर्ग बटा 2N है यह सिग्मा वर्ग बटा 2N है इसलिए हमने सिग्मा वर्ग को N से विभाजित किया है हमने सिग्मा वर्ग को N से विभाजित किया है और इसलिए हमने निम्नलिखित दिलचस्प चीजों में जो देखा है वह वास्तविक हिस्सा में एक प्रसरण है जो सिग्मा वर्ग बटा 2N द्वारा दिया गया है काल्पनिक भाग में एक प्रसरण है जो सिग्मा वर्ग बटा 2N द्वारा दिया गया है सम्मिश्र प्राचर के कुल आकलन का त्रुटि संस्करण सिग्मा वर्ग बटा N है दूसरा तरीका उन सभी के रूप में बताने का है अगर मेरे पास एक सम्मिश्र प्राचर h है और अगर मैं इसका आकलन लगाता हूं तो मैं उसी अधिकतम संभावना आकलनका उपयोग कर सकता हूं जो मैंने वास्तविक प्राचर के आकलन के लिए व्युत्पन्न किया है सही इसलिए मेरे पास अधिकतम संभावना है कि यह प्रतिदर्श माध्य है और जो हमने दिखाया है वह मूल रूप से अगर हम मानते हैं तो इसके अलावा अगर शोर के प्रतिदर्श सम्मिश्र गौसियन हैं तो 0 का मतलब है और सममितीय है जिसका अर्थ है कि शोर के नमूनों में वास्तविक और काल्पनिक भाग हैं जो स्वतंत्र सम्मिश्र गौसियन समरुपी स्वतंत्र गौसियन और पहचान के रूप में वितरित किए गए हैं उस परिदृश्य में जहां सम्मिश्र शोर ऐसा है कि प्रत्येक वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग में प्रत्येक का 0 माध्य और प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2 है त्रुटि वास्तविक भाग के आकलन में त्रुटि प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2N है काल्पनिक भाग के आकलन में त्रुटि प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा 2N है संपूर्ण सम्मिश्र प्राचर के आकलन में प्रसरण सिग्मा वर्ग बटा N है या दूसरे शब्दों में यदि सम्मिश्र प्राचर के आकलन में त्रुटि संस्करण सिग्मा वर्ग द्वारा दिया गया है तो वास्तविक के आकलन में त्रुटि भिन्नता काल्पनिक भाग के आकलन में भाग और त्रुटि विचलन मूल रूप से आधा है और आगे यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वास्तविक हिस्से और काल्पनिक भागों में आकलन त्रुटियां मूल रूप से असहसंबंधित हैं इसी तरह गौसियन के इस मामले में वे स्वतंत्र हैं याह यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि गौसियन के इस विशिष्ट मामले के लिए वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग की आकलन त्रुटियां असहसंबंधित या मूल रूप से स्वतंत्र हैं तो यह है कि मूल रूप से हम एक ही परिणाम का विस्तार कर सकते हैं हम करने जा रहे हैं हम इस विशेषता का उपयोग करने जा रहे हैं जब हम सम्मिश्र मापदंडों के आकलन के बारे में बात करते हैं तो हमने इस मॉड्यूल की शुरुआत में उदाहरण में उल्लेख किया है यह कि सम्मिश्र मापदंडों का आकलन तार रहित संचार के संदर्भ में उत्पन्न होता है जहां आप सम्मिश्र समय गुणांक का आकलन लगा रहे हैं इसलिए एक बार जब हम वास्तविक भाग के लिए एक आकलक के लिए आकलन लगाते हैं तो उसी का उपयोग सम्मिश्र का आकलन लगाने के लिए नोट करे एक सम्मिश्र प्राचर का आकलन लगाने के लिए किया जा सकता है जो मूल रूप से आकलन लगाता है शोर का 0 माध्य सम्मिश्र गौसियन सममितीय अनुमान त्रुटियां है वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग का आकलन मूल रूप से स्वतंत्र है और मूल रूप से वास्तविक भाग के आकलन में त्रुटियां हैं और काल्पनिक भाग में आधा त्रुटि प्रसरण का भाग आधा प्रसरण का भाग है या मूल रूप से कुल सम्मिश्र का आकलन है यही सम्मिश्र प्राचर के आकलन में त्रुटि प्रसरण है और यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जब हम वास्तविक प्राचरो के लिए परिणामों को सम्मिश्र प्राचरो तक बढ़ाते हैं इसलिए सम्मिश्र प्राचरो के आकलन के बारे में इस अंतर्दृष्टि या संक्षिप्त नोट के साथ हम इस मॉड्यूल को रोक देंगे हम कवर करेंगे हम बाद के मॉड्यूल में अन्य पहलुओं के साथ जारी रखेंगे